पिछले व्याख्यान में हमने अनिश्चितता के सिद्धांत के बारे में सीखा और एक्स और पी के संदर्भ में इसका मतलब यह था कि xp हमेशा 2 से अधिक या बराबर होने वाला था यह क्वाची श्वार्ट्ज असमानता का उपयोग करके क्वांटम स्थिति के साथ प्राप्त किया गया था और फिर मैंने आपको तर्क दिया कि यह क्वांटम यांत्रिकी में कैसे दिखाई देता है एक यह था कि यदि मैं एक कण को एक तरंग पैकेट के रूप में मानता हूं तब तरंग पैकेट की सीमा कण की स्थिति में अनिश्चितता है और यह तरंग पैकेट अलग अलग स्थिति की तरंगों को वहन करता है इसलिए संवेग भी अनिश्चित होता है और इसलिए xp h के क्रम का निकलता है विद्युत दूसरा तर्क जो मैंने आपको दिया था वह स्थिति के लिए Eigen फ़ंक्शन का उपयोग कर रहा था जो कि δ फ़ंक्शन है और इसमें सभी समान आयामों की समतल तरंगें शामिल हैं ताकि x हो हालांकि 0 p जाता है इसलिए जैसे जैसे आप x को छोटा और छोटा बनाते जाते हैं p अनंत तक जाता है तीसरा उदाहरण जो मैंने आपको दिया था वह एक समतल तरंग का था अर्थात यदि मेरे पास निश्चित संवेग p वाला एक कण है तब संगत तरंग एक अनंत तरंग होती है जहाँ x→∞ हालांकि p0 तो आपने दो चरम सीमाओं के साथ साथ बीच में कुछ भी देखा है आज के नए विषय को शुरू करने से पहले मैं आपको एक और तर्क देना चाहता हूं और वह है हाइजेनबर्ग माइक्रोस्कोप के रूप में जाना जाता है यह आपको यह भी बताता है कि मैं पूरी तरह से 100 सटीकता के साथ x और संबंधित गति का निर्धारण क्यों नहीं कर सकता तो मान लीजिए कि मैं एक सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से एक लाल बिंदु द्वारा यहां दिखाए गए कण को देख रहा हूं यह लेंस है और इस लेंस की त्रिज्या a है और मैं नीचे से इस कण पर प्रकाश डाल रहा हूँ ताकि यह कण से टकराए और सूक्ष्मदर्शी में चला जाए यदि कण से टकराने वाला प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में जाता है तो उसे लाल रंग से दिखाए गए कोण के भीतर जाना चाहिए तो मैं फिर से यह स्पष्ट कर दूं कि यह सूक्ष्मदर्शी है यह कण है और प्रकाश किरणों को इस कोण में जाना चाहिए यह a होने के कारण और हम कण को फोकस दूरी पर रखते हैं इसका मतलब है यह कोण जो मैं यहां काले रंग से दिखाऊंगा af अब विचार करें कि किरणें फोटॉन के रूप में आ रही हैं एक फोटॉन सीधे आ रहा है कि एक कोण यानी यह पल बदल जाता है तो फोटॉन के संवेग में परिवर्तन pphoton होने वाला है जो कि pphotonaf है और फोटॉन इसलिए इलेक्ट्रॉन को एक किक देता है और इसका तात्पर्य यह है कि फोटॉन इसलिए कण को एक किक देता है और इसका अर्थ है कि कण की गति भी उसी मात्रा pphotonaf से बदलती है जो कि परिवर्तन है तो मैं इस कण की गति को बदल दूंगा अगर मैं इसे बाद में मापता हूं तो मैं यह नहीं कह सकता कि फोटॉन के हिट होने से पहले यह क्या था तो एक कण की गति में अनिश्चितता अगर मैं देखता हूं कि यह इस क्रम का होगा और यह गति x दिशा में बदल जाती है मैं इसे यहां दिखाता हूं कि यह मेरी दिशा x है कण की स्थिति के बारे में कैसे अब सूक्ष्मदर्शी का विभेदन प्रकाश lightaकी कोटि का है और इसलिए हम जो कह सकते हैं वह यह है कि यह कोण एक कोण के भीतर निर्धारित किया जा सकता है यह इस कोण के भीतर है और इसलिए स्थिति x f के क्रम की होगी जो कि lightaf है इसलिए मैं कण की स्थिति निर्धारित नहीं कर सकता इस x की तुलना में बहुत बेहतर सटीकता के साथ और परिणामस्वरूप कण और इस उत्पाद xplightapphotonaf के लिए भी एक गति परिवर्तन होता है यह रद्द करता है f रद्द करता है और lightpphoton∼h करता है तो आप इस तर्क के माध्यम से जो देखते हैं वह यह है कि अगर मुझे x की सटीकता के साथ एक कण का निरीक्षण करना है अगर मैंx को बेहतर और बेहतर बनाना चाहता हूं तो मुझे छोटी और छोटी तरंग दैर्ध्य का उपयोग करना होगा अगर मैं छोटी और छोटी तरंग दैर्ध्य का उपयोग करता हूं तो कण की गति में परिवर्तन अधिक होता है इसलिए मैं अनिश्चितता सिद्धांत द्वारा सीमित की तुलना में अधिक सटीकता के साथ गति और स्थिति दोनों को निर्धारित नहीं कर सकता तो यह एक तर्क है जो इनबॉक्स में भी आया है अनिश्चितता तर्क अनिश्चितता सिद्धांत के इस पूरा होने के साथ अब मैं समय पर निर्भर श्रोएडिंगर समीकरण पर जा रहा हूं समय पर निर्भर श्रोएडिंगर समीकरण से आप क्या समझते हैं याद कीजिए कि अब तक हमने स्थिर अवस्था श्रोएडिंगर समीकरण के बारे में पढ़ा है याद रखें कि हमने स्थिर अवस्था को तरंग समीकरण विकसित करने के लिए तर्क दिए थे अब हम यह समझना चाहते हैं कि समय के साथ वेव फंक्शन कैसे बदलता है इसलिए अब तक हमने जो गणना की है वह मुझे ψ देता है जो मैं यह भी जानना चाहता हूं कि xt क्या है क्योंकि एक बार मेरे पास है यह समय के साथ विकसित होता है और यह समय पर निर्भर श्रोएडिंगर समीकरण द्वारा शासित होता है वास्तव में इतिहास में जाने के बिना और यह कैसे आता है मैं आपको वह समीकरण देता हूं जो इसे iℏdψdt के रूप में दिया गया है मैं फिर से खुद को एक आयाम तक सीमित कर रहा हूं 22m के बराबर है अब मैं आंशिक व्युत्पन्न का उपयोग करने जा रहा हूं क्योंकि दोनों पर निर्भर करता है एक्स और टी पर तो 2xtx2Vxψxt 3डी एनालॉग होने जा रहा है iℏdψrtdt 22m2rtVrψrt अब याद रखें कि यह ऑपरेटर माइनस 22md2dx2Vx ऊर्जा ऑपरेटर या हैमिल्टन है इसलिए अधिकांश समय इस समीकरण को iℏdψrtdtHψrt के रूप में भी लिखा जाता है यह एक पूर्ण श्रोडिंगर समीकरण है जो स्थिर राज्यों के लिए स्थिर राज्य श्रोएडिंगर समीकरण पर जाता है तो आइए अब देखें कि समय पर निर्भर श्रोएडिंगर समीकरण क्या करता है मैं स्थिर राज्यों के लिए टीडीएसई के रूप में लिखने जा रहा हूं तो मेरे पास iℏ∂ψ∂tH है और पहली स्थिर अवस्था मैं n पर काम करते हुए H लिखने जा रहा हूं और यह मुझे Enn देता है श्रोडिंगर समीकरण के स्थिर राज्य समाधान के लिए इसलिए मेरे पास iℏdndtEnn है और तुरंत आप समाधान लिख सकते हैं कि nrt nr0 या जो भी समय होने वाला है इसलिए मैं इसे लिख सकता हूं समय स्वतंत्र e iEnt के रूप में तो इस तरह से वेव फंक्शन या एक आईगन आईगन फंक्शन विकसित होता है तो nrt n है जो कि e iEnt का एक अंतरिक्ष भाग है संभाव्यता घनत्व के बारे में क्या तो प्रायिकता घनत्व nrt2 है और इसेnr2 के रूप में दिया जाना है क्योंकि e iEnt21 और इसलिए यह समय से स्वतंत्र है तो एक स्थिर राज्यों के लिए संभाव्यता घनत्व समय से स्वतंत्र रहता है और यही कारण है कि ये स्थिर राज्य हैं सामान्य रूप में हालांकि अगर मेरे पास एक तरंग फ़ंक्शन है जो एक ईजिन फ़ंक्शन नहीं है तो यह समय के साथ बदलने वाला है और इस तरह इसे दिया जा रहा है

तो सामान्य तौर पर मेरे पास iℏdψdtH है अब याद रखें कि H के Eigen फ़ंक्शन एक पूर्ण सेट बनाते हैं यही हमने कुछ व्याख्यान पहले किया था और इसलिए एक सामान्य ψrt को ∑Cnnrt∑Cnne iEnt के रूप में लिखा जा सकता है हम इसे कैसे प्राप्त करते हैं इसे प्राप्त करने के लिए हम लिख सकते हैं कि समय पर t0 मान लीजिए कि हम सीमा की स्थिति के अनुरूप एक ψ तैयार करते हैं जो ∑Cnnr के रूप में दिया गया है यह हमेशा किया जा सकता है क्योंकि n एक पूर्ण सेट बनाता है और यह ψ समीकरण ∑Cniℏn∂t को संतुष्ट करने वाला है जो कि ∑CnHn है जो ∑CnEnn के अलावा और कुछ नहीं है तो इसके लिए समीकरणiℏ∂ψrt∂t∑CnEnnrtहोगा और यह समय पर निर्भर n और rt∑CnnrtnCnnre iEnt के रूप मेंn's लिखकर संतुष्ट होने वाला है और आप तुरंत देख सकते हैं कि यदि मैं iℏ∂ψrt∂t करता हूं तो यह nCnnriℏ iEne iEnt के बराबर होने वाला है जो कि अगर मैं शर्तों को रद्द करता हूं तो i टाइम्स i 1 है तो यह बराबर है से nCnnrtEn तो यह उसी समीकरण को संतुष्ट करता है जैसा हमने पहले देखा था और इसलिए यह समाधान है मुझे एक उदाहरण लेने दें मान लीजिए कि मेरे पास एक बॉक्स समस्या में कण है और प्रारंभिक अवस्था मैं r0πxL तैयार करता हूं बॉक्स की लंबाई L है क्या है और हम जो प्रश्न पूछते हैं वह है ψrt आप मैं पूछ सकता हूं कि मैं सामने सामान्यीकरण स्थिरांक में शामिल नहीं हो रहा हूं इसलिए मैं लिख सकता हूं कि यह पूरे समय एक जैसा रहेगा इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सही पर ध्यान केंद्रित करता हूं अब ψrt खोजने के लिए Eigen फ़ंक्शन है जो मुझे करना चाहिए समस्या के Eigen कार्यों के संदर्भ में πxL लिखना है और फिर यह nrt होने वाला है या जो nCnnre iEnt जैसा ही है तो मुझे πxL का विस्तार ईजिन फलनों के संदर्भ में ज्ञात करने दें तो मैं πxL sin πxL πxL लिख सकता हूं जो sin πxL 121 cos 2πxL के समान है जिसे मैं 112sin πxL 12sin πxL cos 2πxL के रूप में लिख सकता हूं जिसे मैं 12sin πxL 12sin πxL cos 2πxL के रूप में लिख सकता हूं मैं 12sin 2πxLπxL sin 2πxL πxL के रूप में लिख सकता हूं तो यह 12sin πxL 14sin 3πxL 14sin πxL निकला जो कि 34sin πxL 14sin 3πxL के समान है तो मैंने अबπxL को दो Eigen फलनों के रूप में लिखा है संबंधित ऊर्जाओं के साथE1 और E3ये हमारे पिछले व्याख्यानों से ज्ञात हैं E1 n1 के लिए है और यह 222mL2 है E3 n3 के लिए है और इसलिए यह 9222mL2 है और इसलिए यह तरंग फलन विकसित होने वाला है इसलिए ψxt को nCnnxe iEnt के रूप में दिया जाएगा और इस मामले में यह Cn के बराबर होने जा रहा है जो एक सामान्यीकरण स्थिरांक है 34sin πxL e iE1t 14sin 3πxL e iE3t तो इस प्रकार तरंग कार्य समय के साथ विकसित होते हैं तो समय पर निर्भर श्रोडिंगर समीकरण iℏ∂ψ∂tH आपको बताता है कि तरंग कार्य समय में कैसे विकसित होते हैं हैमिल्टन हैमिल्टनियन ऊर्जा के ईजिन कार्यों के लिए संभाव्यता घनत्व दूसरी ओर समय के साथ नहीं बदलता है आप इस उदाहरण से देख सकते हैं कि सामान्य तरंग फ़ंक्शन के लिए संभावना घनत्व समय के साथ बदलने जा रहा है अब मुझे विद्युत घनत्व और संभाव्यता घनत्व के बीच समय पर निर्भर श्रोएडिंगर समीकरण का उपयोग करके एक संबंध प्राप्त करने दें तो समय पर निर्भर सिद्धांत में विद्युत घनत्व और संभाव्यता घनत्व समय पर निर्भर सिद्धांत में विद्युत घनत्व क्यों होना चाहिए यह कहना बहुत आसान है क्योंकि जैसा कि मैंने अभी कहा कि संभाव्यता घनत्व मुझे इसे लिखने देता है और फिर से खुद को 1D तक सीमित रखता है जो कि xt2 समय पर निर्भर है इसलिए dρdt≠0 और यदि प्रायिकता को संरक्षित करना है जो कि होनी चाहिए क्योंकि कुल प्रायिकता हमेशा 1 रहती है तो निरंतरता समीकरण संतुष्ट होगा और आपके पास dρdtj होना चाहिए और 1D में यह dρdtjx∂x0 होगा और इसलिए एक करंट होना चाहिए जो पूरी प्रायिकता को संरक्षित करे और आइए अब हम उस व्यंजक को करंट के लिए व्युत्पन्न करें तो मुझे समीकरण माइनस iℏ∂ψ∂t 22m2x2Vx लिखने दें इसलिए मैं इसे से गुणा करने जा रहा हूं और iℏ∂ψ∂t 22m2x2Vx प्राप्त करूंगा जो कि मेरा समीकरण 1 है अब मैं इसके सम्मिश्र संयुग्म के लिए समीकरण भी लिखता हूँ और यह iℏ∂t 22m2x2Vx हो जाता है मुझे इसे से गुणा करने दें और अपना दूसरा समीकरण माइनस iℏψ∂t 22m2x2Vx के रूप में लिखें जो कि मेरी समीकरण संख्या 2 है iℏ∂ψ ∂tψ∂t22m2x2 2x2 प्राप्त करने के लिए 1 से 2 घटाएं इसलिए मैं साथ रह गया हूं बाएँ हाथ को अब iℏ ∂t22m ∂x∂x ∂ψ∂x के रूप में लिखा जा सकता है तो हमारे पास iℏ ∂t22m ∂x∂x ∂ψ∂x इसलिए व्युत्पन्न है मैं दोनों पक्षों में से किसी एक को रद्द कर सकता हूं और मुझे ∂t2mi ∂x∂x ∂ψ∂x मिलता है यह इस मामले में प्रायिकता घनत्व ρrt या xt के अलावा और कुछ नहीं है तो मुझे t∂x मिलता है मुझे यह लिखने दें कि यह jx0 के बराबर है जहां ऊपर दिए गए व्यंजक से jx को 2mi∂ψ∂x ψ∂x के रूप में लिखा जा सकता है यह विद्युत घनत्व के अलावा और कुछ नहीं है यदि आप इसे ध्यान से देखें तो इसे समझना बहुत आसान है आप देखते हैं कि i ∂x p संकारक है तो यह पहले टर्म में पर ऑपरेट होता है जो आपको pψ देता है टाइम्स आपको गति घनत्व देता है जो m से विभाजित होता है जो आपको वेग देता है तोjx v×ψ की तरह है जो कि वह धारा है जिसे आप शास्त्रीय भौतिकी से जानते हैं तो ∂ψ ∂x यह p×ψ के समान है तो pm आपको v×ρ देता है जो कि j के अलावा और कुछ नहीं है हम क्यों करते हैं ψ∂x पूरी बात को वास्तविक बनाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूं समतल तरंगें लें जो संवेग के साथ गतिमान कण का प्रतिनिधित्व करती हैं तो मेरे पास प्लेन वेव ψeikx है और मुझे एक सामान्यीकरण स्थिरांक C रखने दें C2 के अलावा और कुछ नहीं है जो कि घनत्व है और विद्युत घनत्व j2miCe ikx∂Ceikx∂x Ceikx∂xCe ikx जो ℏkmC2 के अलावा और कुछ नहीं है जो कि वेग के अलावा और कुछ नहीं है जो कि pm ρ है तो इस तरह विद्युत घनत्व को परिभाषित करना सही समझ में आता है 3D में हमारे पास जो के रूप में दिया गया है और j अब 2miψ ψ के रूप में लिखा जाने वाला है तो मैं अब इस व्याख्यान के लिए इस व्याख्यान की मुख्य विशेषताओं को लिखकर समाप्त करता हूं हमने px∼h को प्रदर्शित करने के लिए माइक्रोस्कोप का उदाहरण दिया तब हमने समय पर निर्भर श्रोडिंगर समीकरण पर विचार किया जो किiℏ∂ψ∂tH है और जिस प्रकार Hψrtके Eigen फंक्शन के लिए फुट नोट दिया जाता है क्योंकि यह स्पेस पार्ट टाइम e iEnt है और फिर हमने समय पर निर्भर श्रोएडिंगर समीकरण का उपयोग करके विद्युत या हमारे लिए अधिक सटीक संभाव्यता विद्युत घनत्व को परिभाषित किया और दिखाया कि यह ∂ρ∂tj0 को संतुष्ट करता है तो इसी के साथ मैं समय पर निर्भर श्रोएडिंगर समीकरण पर इस व्याख्यान को समाप्त करता हूं